इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है यहां हम बैंड पास फिल्टर के संदर्भ में परिचालक एंपलीफायर के आवेदन को समझना चाहते हैं तो अब तक हमने क्या देखा है हमने देखा है कि यदि आप उच्च आवृत्ति पास करना चाहते हैं तो हम एक उच्च पास फिल्टर डिजाइन करते हैं और यदि हम आवृत्ति के निम्न बैंड को पास करना चाहते हैं तो हम एक लो पास फिल्टर डिजाइन करते हैं जब हम आपकी आवृत्ति रेंज में केवल एक निश्चित बैंड को पास करना चाहते हैं तो क्या होगा लो नहीं हाई नहीं लेकिन कहीं ना कहीं आवृत्तियों के एक सेट के भीतर जिसे हमें पारित करने की आवश्यकता है देखिए मैं आवृत्ति के बारे में बार बार बात कर रहा हूं इसीलिए इस विशेष फिल्टर सत्र की शुरुआत में हमने बात की है कि फिल्टर संचार प्रणालियों में सबसे महत्वपूर्ण अत्यधिक उपयोग किए जाने वाले सर्किट हैं है ना यही कारण है कि हम आवृत्ति के बारे में बात करते हैं इसलिए अगर मैं आवृत्ति के एक निश्चित बैंड को पास करना चाहता हूं तो मुझे एक फिल्टर डिजाइन करना होगा जो कि मेरा बैंड पास फिल्टर होगा ठीक है तो इस बैंड पास फिल्टर को कैसे डिज़ाइन किया जाए और क्या हम इसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की मदद से डिजाइन कर सकते हैं यह विचार है यह इस विशेष मॉड्यूल का सार है जिसे आपको समझना होगा कि कैसे एक बैंड पास फ़िल्टर को डिज़ाइन किया जाए इसलिए इससे पहले कि हम सिस्टम के साथ बैंड पास फिल्टर को डिजाइन करें जो हमारे पास मौजूद उपकरणों के साथ है जो हमारे DC पावर सप्लाई ऑसिलोस्कोप फ़ंक्शन जनरेटर ब्रेडबोर्ड मल्टीमीटर और निश्चित रूप से परिचालन एम्पलीफायर है आइए हम पहले देखें कि बैंड पास फिल्टर वास्तव में है क्या हमने इसे Theory वर्ग में देखा है हम इसे फिर से दोहरा रहे हैं ताकि आप लोग भूल ना जाए ठीक है एक बैंड पास फिल्टर या उस मामले के लिए किसी भी फिल्टर की प्रमुख विशेषताओं को देखें एक विशिष्ट बैंड पर अपेक्षाकृत अन अटेनुएटेड किए गए आवृत्तियों को पारित करने की क्षमता है या पास बैंड नामक आवृत्तियों का प्रसार इसका क्या मतलब है पास बैंड फ़िल्टर या किसी फिल फ़िल्टर के लिए अपेक्षाकृत अन अटेनुएटेड अप्रभावित आवृत्तियों को पारित करने की इसकी मूल क्षमता है यह कम आवृत्ति बैंड के लिए कम पास फिल्टर उच्च आवृत्ति बैंड के लिए उच्च पास फिल्टर हो सकता है आवृत्ति जिसे हम पास करना चाहते हैं उसे बिना किसी अटेनुएश क्षीणन के पास किया जाना चाहिए सही तो वह पास बैंड कहलाता है आवृत्ति के अन्य बैंडों के अटेनुएश को स्टॉप बैंड कहा जाता है हम जानते हैं कि पास बैंड क्या है हम जानते हैं कि स्टॉप बैंड क्या है बैंड पास फिल्टर आसानी से सिंगल लो पास फिल्टर और सिंगल हाई पास फिल्टर को जोड़कर बना सकते हैं यहां आप ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं आप एक इनपुट सिग्नल लागू करते हैं आपके पास एक उच्च पास फिल्टर है आपके पास प्रवर्धन हैआपके पास एक लो पास फिल्टर है आपके पास आउटपुट है और फिर आप इस विशेष ब्लॉक का उपयोग कर सकते हैं जब आप इस तरह से कनेक्ट करते हैं तो आप एक सक्रिय बैंड पास फिल्टर प्राप्त कर सकते हैं सक्रिय बैंड पास फिल्टर ही क्यों क्योंकि इसमें प्रवर्धन शामिल है इसके अलावा जब आप एक बैंड पास फिल्टर डिजाइन करना चाहते हैं तो हम कम पास फिल्टर के साथ एक उच्च पास फिल्टर को एकीकृत या कैस्केड कर सकते हैं ठीक है तो कम पास फिल्टर की कट ऑफ आवृत्ति या कार्नर फ्रीक्वेंसी उच्च पास फिल्टर की कट ऑफ आवृत्ति से अधिक होगी और 3 डीबी बिंदु पर आवृत्तियों के बीच का अंतर बैंड पास फिल्टर की बैंडविड्थ निर्धारित करेगामेरे पास भी ऐसा ही कुछ होगा सही तो यह आवृत्ति fc क्या है यह fc होगा यह एक और fc होगा ठीक है तो हम इन 2 बिंदुओं इस और इस बिंदु के बारे में बात कर रहे हैं जब हम बिंदु संख्या 3 के बारे में बात करते हैं तो यह लिखा जाता है कि लो पास फिल्टर की कट ऑफ आवृत्ति हाई पास फिल्टर की कट ऑफ आवृत्ति से अधिक है और आवृत्तियों के बीच का अंतर अगर मैं कहता हूं कि यह fL है तो यह fH है तो fH और fL के बीच का अंतर यह मेरी आवृत्तियों का एक बैंड है जिसे मैं पास करना चाहता हूं ठीक है तो 3 db बिंदु पर आवृत्तियों के बीच का अंतर बैंडविथ को निर्धारित करेगा इसका मतलब है अगर मैं एक फिल्टर डिजाइन करता हूं और अगर मैं हाई पास फिल्टर की बैंडविथ जानना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा मैं इस तरह से एक फिल्टर डिजाइन करूंगा और मुझे पता है कि यह उच्च आवृत्ति है कम आवृत्ति fH fL मुझे आवृत्ति का बैंडविड्थ देगा ठीक है क्या लिखा है इन बिंदुओं के बाहर किसी भी संकेत को प्राप्त करते समय का अंतर बैंड पास फिल्टर की बैंडविड्थ निर्धारित करेगा इन बिंदुओं के बाहर किसी भी संकेत का अर्थ इस बिंदु और इस बिंदु से परे है यहां किसी भी संकेत की अनुमति नहीं दी जा सकती है केवल इस बिंदु और इस बिंदु के बीच विशेष संकेत की अनुमति है यह आवृत्ति का बैंड है जिसे हम पास कर सकते हैं ठीक है तो अगर यह मामला है और अगर मैं निष्क्रिय बैंड पास फिल्टर डिजाइन करना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं यदि मैं एक निष्क्रिय बैंड पास फिल्टर डिजाइन करना चाहता हूं तो मेरे पास एक उच्च पास फिल्टर चरण है मेरे पास एक कम पास फिल्टर चरण है और यदि मैं कम पास के साथ उच्च पास को एकीकृत करता हूं तो मुझे एक निष्क्रिय बैंड पास फिल्टर मिलेगा सही आश्चर्यजनक रूप से आसान है क्या यह नहीं है क्योंकि यह इतना सरल है कि उच्च पास फिल्टर को कम पास फिल्टर को एकीकृत करके हम एक बैंड पास फिल्टर प्राप्त कर सकते हैं अब हम सभी को याद रखना चाहिए कि उच्च पास फिल्टर में इनपुट पर संधारित्र था और फिर संधारित्र एक के साथ सीरीज में था कम पास फिल्टर में संधारित्र साथ सीरीज में था सही उच्च पास के आउटपुट वोल्टेज को इस प्रतिरोधक के पार मापा जाता था और कम पास के आउटपुट वोल्टेज को संधारित्र के पार मापा जाता था इसलिए यदि मैं दोनों को एकीकृत करता हूं तो यह एक बैंड पास फिल्टर बन जाता है तो आप इन कैस्केडिंग स्टोर देखें तो हाई पास फिल्टर क्या है हाई पास फिल्टर अगर मैं हाई पास के प्लॉट खींचता हूं तो इसका मतलब है की मेरे पास यहां से यहां तक पास होगा अगर मेरे पास लो पास फिल्टर है मतलब मेरा पास यहां से यहां तक पास होगा सही है तो अगर मैं इसे जोड़ता हूं और इसे जोड़ता हूं तो मेरे पास क्या होगा अगर मैं दोनों प्लॉट को जोड़ता हूं तो मेरे पास एक प्लॉट होगा जो C की तरह होगा ठीक है तो यहां यही दिखाया गया है आप देखें हाय पास एक लोग पास भी हम इसे इंटीग्रेट करते हैं यह सी बन जाता है जोकि बैंड पास है यही हम यहां कर रहे हैं ठीक है तो यहां बात एक निष्क्रिय बैंड पास फिल्टर को डिजाइन करने के लिए है जिसके लिए हम अलग अलग लो और हाई पास फिल्टर को कैस्केड कर सकते हैं और लो Q फैक्टर प्रकार फिल्टर सर्किट का उत्पादन कर सकते हैं जिसमें एक वाइड बैंड पास है तो व्यक्तिगत कम पास और उच्च पास फिल्टर के एक साथ कैस्केडिंग से एक लो Q फैक्टर प्रकार फिल्टर सर्किट का उत्पादन करता है जिसमें एक वाइड बैंड पास होता है तो आप इस तरह के सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं ठीक है यह आपका सरल निष्क्रिय बैंड पास फिल्टर है अब यदि कोई सरल passive बैंड पास फिल्टर है तो हम सिमुलेशन करते हैं मेरे पास x अक्ष पर आवृत्ति है और y अक्ष पर गेन है ठीक है गेन आवृत्ति और जब मैं इसे डिजाइन करता हूं तो मैं आउटपुट वोल्टेज पर देखता हूं इसके समान एक प्लॉट जो कि गेन बनाम आवृत्ति है और मेरे पास एक बैंड होगा जिसे मैं पारित करने की अनुमति दे रहा हूं इसके बाहर यह पास नहीं हो सकता है एक बैंड है जिस पर 3 डीबी की गणना की जानी है तो हमारे पास कुछ बैंड हो सकते हैं जो इस मूल्य के आसपास है ठीक है यह आप फिर से सिमुलेशन के साथ कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यह समझ में आता है या नहीं सही है मुद्दा यह है आप अपने निष्क्रिय घटकों के साथ एक बैंड पास फ़िल्टर डिज़ाइन कर सकते हैं आइए हम बैंड पास फिल्टर का एक उदाहरण लेते हैं तो आपको एक पैसिव बैंड पास फिल्टर डिजाइन करना होगा जिसमें आपको 10 किलो ओम के प्रतिरोधक मूल्य के साथ 1 किलोहर्ट्ज़ की लो कट ऑफ आवृत्ति और 510 पिको फैरड के संधारित्र के साथ 30 किलो हर्ट्ज की हाई कट ऑफ आवृत्ति है यह आपको दिया गया प्रश्न है और हमें हल करने दें कि हम इस विशेष मूल्य के साथ एक निष्क्रिय बैंड पास फ़िल्टर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं तो R1 किलोहर्ट्ज़ दिया है तो 10 किलो ओम के प्रतिरोधक मूल्य के साथ लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी fL 1 किलो हर्ट्ज है तो हम कहते हैं कि R1 10 किलो ओम है उच्च कट ऑफ फ्रीक्वेंसी fH 30 किलो हर्ट्ज है कैपेसिटर C 510 पिको फैराड है है ना अब सूत्र क्या है F1 2πRC इसका मतलब है कि अगर मैं मूल्यों को प्रतिस्थापित करता हूं तो मेरे पास संधारित्र होगा C112πfcR मेरे पास 2 pi है fc में जो कि 1 किलो हर्ट्ज है R में जो कि 10 किलो ओम है तो मेरा मूल्य होगा जो कि 15 नैनो फराड लगभग 158 नैनो फैड या 15 नैनो फराड है अगर मैं एक और सूत्र का उपयोग करता हूं जो कि 1 2πRC है अगर मैं R2 को मापना चाहता हूं तो यह 10 किलो ओम होगा सही है तो यहाँ से जो हम पाते हैं वह यह है कि हम R1 और C1 के मान को माप सकते हैं जो कि निम्नलिखित इकाइयों के मूल्यों को देखते हुए है 1 किलो हर्ट्ज की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी देने के लिए हाई पास स्टेज के लिए आवश्यक R1 और C1 का मान 10 किलो ओम और 15 नैनो फैराड है जबकि R2 C2 30 किलो हर्ट्ज की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के कम पास फिल्टर के लिए 10 किलो ओम है और 510 पिको फैराड सही तो इन मूल्यों की हम गणना कर सकते हैं इससे हम एक निष्क्रिय बैंड पास फ़िल्टर डिज़ाइन कर सकते हैं अब मैं जो भी कह रहा हूं उस पर हमेशा भरोसा मत करो सही हमेशा अपने आप से माप करने की कोशिश करें ऐसा नहीं है कि हमेशा जब भी कोई शिक्षक आपको कोई समाधान देता है तो यह सही है यहाँ यह है लेकिन मैं सिर्फ कह रहा हूँ ठीक है आप अपने आप से गणना करें और गणना करें कि जो मूल्य हैं वे सही हैं या नहीं यदि नहीं तो आप इसे सही करते हैं क्योंकि यह सिर्फ फॉर्मूला लगा रहा है fc 1 2πRC के बराबर है और R 12πfcC के बराबर है ठीक है सूत्र लगाएं और मूल्यों को खोजें दिए गए मूल्यों पर भरोसा न करें तो अब आप जानते हैं कि RC पैसिव बैंड पास फ़िल्टर को कैसे डिज़ाइन किया जाता है अगर मेरे पास एक सरल एक्टिव बैंड पास फ़िल्टर है तो क्या होगा मुझे क्या ज़रुरत है मुझे एक हाई पास की आवश्यकता होगी मुझे लो पास की आवश्यकता होगी और मुझे एक एक्टिव साधन OP AMP का उपयोग करना होगा यहां मैं फिर से एक नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर का उपयोग कर रहा हूं तो आप देखते हैं आपके पास स्टेज एक पर एक हाई पास फिल्टर है आपके पास स्टेज 2 पर एक लो पास फिल्टर है और फिर आपके पास यहां अपना नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर है हम इस इनपुट सिग्नल को एम्पलीफायर के गैर इनवर्टिंग टर्मिनल पर लागू करते हैं इसका मतलब है कि हाई पास को लो पास के साथ कैस्केडिंग करके और उच्च पास को amplification के साथ एकीकृत करके फिर इसे कम पास से जोड़कर हमें एक सरल बैंड फिल्टर देगा ठीक है जो मैं कह रहा हूं हमारे पास हाई पास फिल्टर लो पास फिल्टर है और हमारे पास एम्पलीफायर है जब हम इसे एकीकृत करते हैं तो हमें एक सक्रिय बैंड पास फिल्टर एक सक्रिय बैंड फिल्टर मिलता है व्यक्तिगत लो पास और हाई पास फिल्टर के एक साथ यह कैस्केडिंग एक लौ Q factor प्रकार फिल्टर सर्किट का उत्पादन करता है जिसमें एक वाइड बैंड पास होता है इस तरह से हम आपका बैंड फिल्टर बना सकते हैं तो फिर हम प्रतिध्वनि आवृत्ति देखते हैं रेसोनैंट आवृत्ति क्या है तो यहां आप देखते हैं जब आपके पास इस तरह का प्लॉट होता है तो एक fL होता है एक fH होता है ठीक है fH से ऊपर की आवृत्ति को पारित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी fL के नीचे की आवृत्ति को पारित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी केवल इस आवृत्ति को पारित करने की अनुमति दी जाएगी इसीलिए इसे पास बैंड कहा जाता है यह स्टॉप बैंड की अनुमति नहीं देगा fc केंद्र आवृत्ति है यदि आप फेज पर विचार करते हैं तो आपके पास एक फेज शिफ्ट होगा जो यहां दिखाया गया है fc fLऔर fH के साथ ठीक है अब केंद्र आवृत्ति या रेसोनैंट आवृत्ति जिस पर आउटपुट gain अधिकतम है लोअर और ऊपरी कट ऑफ आवृत्तियों के ज्यामितीय माध्य की गणना करके प्राप्त किया जा सकता है जिसका अर्थ है fR fH के वर्गमूल बराबर होता है fL में जहां fR रेसोनैंट आवृत्ति होता है fH ऊपरी 3 डीबी कट ऑफ आवृत्ति है fL 3 डीबी लो कट ऑफ आवृत्ति है अब हमें रिजोनेंट फ्रिकवेंसी का फार्मूला पता है इसलिए यदि मैं एक उदाहरण लेता हूं तो गणना की गई आवृत्तियों को बराबर fL को 1 किलोहर्ट्ज़ के बराबर पाया गया fH 30 किलो हर्ट्ज के बराबर होता है केंद्रीय गुंजयमान आवृत्ति fR की गणना करें हम पहले से ही fR के लिए सूत्र जानते हैं जो fL में fH का वर्गमूल है यदि मैं fL 1 किलो हर्ट्ज के मानों को प्रतिस्थापित करता हूं तो fH 30 किलो हर्ट्ज है तो मेरे पास मेरी रेसोनैंट आवृत्ति या केंद्रीय आवृत्ति है 5477 किलो हर्ट्ज़ अब यह फिर से हमारा अभ्यास है आप PSpice का उपयोग कर सकते हैं हमारे पास एक नॉन रनिंग वाला एक्टिव बैंड पास फिल्टर है जैसा कि यहां दिखाया गया है आप पूर्वाग्रह वोल्टेज देख सकते हैं ठीक आप कम पास फिल्टर को देख रहे हैं आप उच्च पास फिल्टर को देख रहे हैं आप नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर को देख रहे हैं ठीक है और फिर जब हम इसका उपयोग करते हैं तो आपको इस तरह एक कर्व या सिग्नल मिलेगा आपको यह जानना होगा कि fH और fL क्या है यह आवृत्ति क्या है और यह आवृत्ति क्या है है ना यह माइनस 3 डीबी पर होगा ठीक है इसलिए जब आप इसे देखते हैं तो आप इसे हल करते हैं और आप पाएंगे कि fL या f1 500 हर्ट्ज है fH या f2 15 किलो हर्ट्ज है इसलिए यदि आप इस तरह की समस्या करते हैं तो आप PSpice का उपयोग करके इसे हल कर सकते हैं तो PSpice का लाभ यह है कि आपको वास्तव में उन उपकरणों की आवश्यकता नहीं है जो हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर वापस आते हैं यह सक्रिय बैंड पास फिल्टर inverting कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ सूत्र फिर से वही है fC112πR1 fC212πRC2 और आपका वोल्टेज गेन माइनस R2 बाय R1 है क्योंकि यह एक इनवर्टिंग opamp है तो पहले यह नॉन इनवर्टिंग बैंड पास फिल्टर था अब यह इनवर्टिंग बैंड पास फिल्टर है इसलिए यदि आप फ़िल्टरिंग के साथ साथ सिग्नल को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इनवर्टिंग या गैर इनवर्टर प्रकार में परिचालन एम्पलीफायर का उपयोग कर सकते हैं यह एक और उदाहरण है जिसके पहले हम वास्तविक प्रयोग में जाएंगे सक्रिय बैंड पास फिल्टर की उच्च और निचली कट ऑफ आवृत्तियों की गणना करेंगे जैसा कि आकृति 14 में है मान लीजिए कि हमें यह आकृति दी गई है और हमें fL और fH खोजने के लिए कहा गया है तो हम सर्किट में दिए गए मूल्यों के आधार पर इन आवृत्तियों को कैसे खोज सकते हैं तो R1 C2 R2 C3 दिए गए हैं अब fL या fC1 1 2πR1C2 fH या fC2 1 2πR2C3 तो यहाँ से C2 01 माइक्रोफ़ारड है R1 10 किलो ओम है और मुझे मूल्य 15919 हर्त्ज़ मिला है ठीक है R2 1 किलो ओम है C3 01 माइक्रो फैराड है फिर मुझे 1591 किलो हर्ट्ज का मूल्य मिलता है गेन R2 R1 माइनस R2 बाय R1 क्यों क्योंकि यह एक इन्वेर्टिंग एम्पलीफायर है तो गेन माइनस R2 बाय R1 है या यह 1 बाय 10 है गेन 01 है माइनस 01 न लिखें यह गलत है तो हमने जो समझा है वह यह है कि एक बार हम उस सूत्र को जान लें जो 1 2CRC है तो हम बहुत सारी चीजों को हल कर सकते हैं जब आपको एक सर्किट दिया जाता है और आपको अपर और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मान ज्ञात करने के लिए कहा जाता है तो इस विशेष आकृति से आप आसानी से पा सकते हैं कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एम्पलीफायर का लाभ क्या है तो अब मैं आपको यह समझने में मदद करता हूं कि यह बैंड पास फिल्टर क्या है और हमने देखा है कि आप कैसे निष्क्रिय तरीके से एक साथ हाई पास फिल्टर और कम पास फिल्टर को एकीकृत करके एक निष्क्रिय बैंड पास फिल्टर डिजाइन कर सकते हैं यदि आप उच्च पास फिल्टर और कम पास फिल्टर के बीच एक op amp का उपयोग करते हैं तो यह आपका सक्रिय उच्च पास फिल्टर बन जाता है और एक op amp के बजाय आप नॉन इन्वेर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का उपयोग कर सकते हैं या आप इन्वेर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का उपयोग कर सकते हैं तो इस गैर inverting और inverting परिचालन एम्पलीफायर का उपयोग करके लाभ के लिए आपका फॉर्मूला थोड़ा अलग होगा इन्वेर्टिंग एम्पलीफायर के लिए यह R2 R1 या Rf Rin होगा गैर इनवर्टिंग एम्पलीफायर में यह 1 Rf Rin होगा आवृत्ति सूत्र के लिए यह f 1 2πRC है एक उच्च पास फिल्टर और कम पास फिल्टर के मामले मेंfRf Rin पहले R आपको कम पास फिल्टर के लिए गणना करना था फीडबैक प्रतिरोधक और कपैसिटर वहां हैं जिन्हें आपको गणना करना था जो भी मूल्य हो एक बार जब आप fH और fL जानते हैं तो fH fL आपको यह बैंड देगा जो आपके बैंड पास फिल्टर की बैंडविड्थ है अब जब हम यह जान लेते हैं तो हम अगले मॉड्यूल में एक प्रयोग जारी रखेंगे क्योंकि अब हम समझ गए हैं कि हमने पहले से ही क्या सीखा है अगर हर दिन आप बस कुछ समय बिताते हैं या एक सप्ताह में अगर आप कुछ समय बिताते हैं तो यह समझने के लिए कि नए अपलोड किए गए वीडियो क्या हैं और पुराने वीडियो देखें आप समझ जाएंगे कि आपने किस तरह के सिद्धांत सीखे हैं और एक बार जब आप इसे समझ जाते हैं तो मुझे आपको उसी सिद्धांत को फिर से समझने के लिए आधे घंटे या एक घंटे तक बोलने की ज़रूरत नहीं है लेकिन साथ ही मैं नहीं चाहता कि आप यह मान कर चलें कि आप सब कुछ जानते हैं हमें सीधे प्रयोग नहीं करना चाहिए यही कारण है कि मैंने बैंड पास फिल्टर के बारे में विवरण दोहराया है मैंने आपको बताया था कि निष्क्रिय बैंड पास फ़िल्टर कैसा है सक्रिय और पास फ़िल्टर कैसा है आप कैसे बना सकते हैं या आप सक्रिय और निष्क्रिय बैंड पास फ़िल्टर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और अब अगले मॉड्यूल में हम इसे ब्रेडबोर्ड पर लागू करेंगे ठीक है तो अब आप यह जानते हैं आइए हम अगले मॉड्यूल में देखें कि आप इसे कैसे लागू कर सकते हैं और हमें इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल पर मान मिलते हैं आइए हम इसे मापें और देखें कि हम किस प्रकार का आउटपुट तरंग देखते हैं और हमें इस पर टिप्पणी करते हैं ठीक है तो तब तक मैं अगले मॉड्यूल में देखूंगा आप ध्यान रखना अलविदा